कीवर्ड्स राहत वाल्व पायलट दबाव जाँच वाल्व विस्तार और प्रत्यावर्तन स्ट्रोक सीमा स्विच सिस्टम दबाव प्रवाह नियंत्रण वाल्व NPTEL कार्यक्रम के तहत औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण पाठ्यक्रम के 28वे पाठ में स्वागत है आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को देखने जा रहे हैं पिछले दो व्याख्यानों में हमने विभिन्न हाइड्रोलिक सिस्टम घटकों को देखा है इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोलिक सर्किट बनाने के लिए उन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि यह बहुत दिलचस्प हो मेरे लिए कम से कम आपको बताने के लिए इसलिए निर्देशात्मक उद्देश्यों को देखते हुए इस पाठ के बाद एक छात्र को विशिष्ट औद्योगिक सक्रियण समस्याओं का हवाला देने में सक्षम होना चाहिए कुछ बहुत ही सामान्य समस्याएं जो औद्योगिक प्रणालियों के मामले में होती हैं इसलिए तब कई मामलों में हम जानते हैं कि ऊर्जा बहुत महंगी है इसलिए हम करते हैं हम ऊर्जा को अनावश्यक रूप से खर्च करना पसंद नहीं करते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जा बचत योजनाएं हैं विशेष रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम जो बहुत उच्च शक्ति प्रणाली हैं इसलिए ऊर्जा की बचत महत्वपूर्ण है इसलिए हम देखेंगे कि हम ऐसे सिस्टम के लिए ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं और कभी कभी हम पाएंगे कि हमें इसकी आवश्यकता है आप जानते हैं कि हमें हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करके गति बनाने की आवश्यकता है इसलिए हमें फ़ीड को समायोजित करने की आवश्यकता है हमें लोड की आवश्यकता के आधार पर बलों को समायोजित करने की आवश्यकता है इसलिए उन्हें कैसे करना है और अंत में हम ये सभी सर्किट हम विशिष्ट हाइड्रोलिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए कुछ का उपयोग करेंगे इसलिए हम इस पाठ के पाठ्यक्रम में देखेंगे हाइड्रोलिक प्रतीकों की व्याख्या कैसे करें कैसे समझें कि किस घटक का उपयोग किया जा रहा है और यह कैसे पता लगाया जाए कि सर्किट आरेख से हाइड्रोलिक सर्किट कैसे काम करते हैं तो हम पहले अपने पहले सर्किट में आते हैं वह क्या है इस सर्किट में इसे अनलोडिंग सर्किट कहा जाता है इसलिए सर्किट देखें दो पंप हैं क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह वास्तव में एक हाइड्रोलिक पंप है यह एक हाइड्रोलिक पंप है यह भी एक अन्य हाइड्रोलिक पंप है और वे एक आम मोटर द्वारा संचालित किए जा रहे हैं इसलिए यह प्रमुख प्रस्तावक है यह प्रमुख प्रस्तावक है और यह पंप वास्तव में समानांतर में जुड़ा हुआ है यह वह जगह है जहाँ यह लोड या सिस्टम में जा रहा है तो पंप प्रवाह इस तरह से जा रहा है यह एक चेक वाल्व है इसलिए चेक वाल्व के लिए यह तरीका स्वतंत्र प्रवाह है यदि आप याद करते हैं तो यह पंप का प्रवाह है और यह पंप का प्रवाह है वे जा रहे हैं वे है वे यहां शामिल हो रहे हैं और कुल प्रवाह पंप का प्रवाह प्लस पंप वास्तव में लोड पर बह रहा है अब आप देखते हैं कि हम जानते हैं कि हाइड्रोलिक पावर की आवश्यकता क्या है बिजली की आवश्यकता प्रवाह दर में बल है या प्रवाह दर पर दबाव है जो गति के लिए बाध्य करने के लिए बराबर है इसलिए यदि भार बल और अंत में हमें याद रखना चाहिए तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि शक्ति प्रधान प्रस्तावक से आती है और प्रधान प्रस्तावक को एक निश्चित मात्रा में शक्ति को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए यदि किसी निश्चित समय पर अचानक बल लोड में आवश्यकता तब बढ़ जाती है जब यह सक्षम हो ताकि बिजली की आवश्यकता प्रधान प्रस्तावक क्षमताओं से बाहर न जाए इसलिए हमें प्रवाह दर को कम करने की आवश्यकता है इसलिए भारी भार के लिए हम आम तौर पर उन्हें धीरे धीरे और हल्के भार से स्थानांतरित करते हैं हम उन्हें तेज सही स्थानांतरित कर सकते हैं तो क्या होता है अगर अचानक सिस्टम में बल की आवश्यकता बढ़ जाती है तो तुरंत क्या होगा कि यहां दबाव बढ़ जाएगा तो दबाव बढ़ जाएगा अब आप देखते हैं कि दो राहत वाल्व हैं यह एक राहत वाल्व है और यह एक और राहत वाल्व है अब अगर हमने तय किया है कि अगर दबाव इस सेटिंग से आगे बढ़ता है तो याद रखें कि हम हाइड्रोस्टैटिक पंप या सकारात्मक विस्थापन पंप के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जब तक गति समान है तब तक वितरित की जाने वाली मात्रा समान होती है और बिजली की आवश्यकता दबाव के सीधे आनुपातिक होती है यह मानते हुए कि वॉल्यूमेट्रिक दक्षता समान है रिसाव आदि महत्वपूर्ण नहीं हैं तो अब हम चाहते हैं दबाव बढ़ गया है क्योंकि बल की आवश्यकता बढ़ गई है इसलिए हम प्रवाह दर को कम करना चाहते हैं इसलिए हम क्या करना चाहते हैं इसलिए हमारे पास इस राहत वाल्व की सेटिंग है यदि किसी बिंदु पर सेटिंग पार हो गई है तो क्या होने वाला है यह राहत वाल्व बाहर निकल जाएगा इसलिए उस समय पंप प्रवाह मुझे एक अलग रंग का उपयोग करने दें इसलिए उस समय पंप प्रवाह होता है इसलिए यह मामला है लोड किए गए दोनों पंपों के लिए इसलिए मुझे दूसरे आरेख पर जाने दें फिर हम उस मामले को देख पाएंगे जहां पंप A अनलोड है तो फिर जब पंप A अनलोड किया जाता है क्योंकि यह राहत वाल्व सेटिंग पार हो गई है तो यह पंप की प्रवाह दर है सही और यह इसलिए यह पंप अनलोड हो जाता है इसलिए इसलिए इस मोटर पर बिजली की मांग कम हो जाती है और अब सिस्टम केवल इस प्रवाह दर से ही फीड किया जाता है ठीक है इसलिए आप देखते हैं कि हमारे पास तो हम एक पंप को अनलोड कर सकते हैं जब बिजली की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए दबाव की आवश्यकता होती है ताकि अगर अचानक हम एक बहुत भारी भार डालते हैं तो यह अभी भी स्थानांतरित हो जाएगा लेकिन इसे धीरे धीरे स्थानांतरित किया जाएगा यह हमारा पहला उदाहरण है जो कुछ राशि की ओर जाता है आप जानते हैं नहीं मिलता है अब दिलचस्प रूप से यह उल्लेख करने के लिए एक तथ्य है कि इस चेक वाल्व की भूमिका क्या है देखें जब यह पंप अनलोड हो रहा है तो याद रखें कि यह प्रवाह नहीं हो सकता है यह प्रवाह इस रास्ते से नहीं जा सकता है क्योंकि यह चेक वाल्व अवरुद्ध कर दिया है इसलिए इस पंप को वास्तव में इस राहत वाल्व के माध्यम से अनलोड नहीं किया जा सकता है इसलिए यह पंप तब तक वितरित करना जारी रखेगा जब तक कि इस राहत वाल्व की सेटिंग को पार नहीं किया जाता है आप देखें कि सभी पंपों में राहत वाल्व का उपयोग करके अधिभार अधिभार संरक्षण है इसलिए यदि किसी कारण से आपने इतना भारी भार डाल दिया है जिसे एक पंप द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो उस स्थिति में यह राहत वाल्व बाहर निकल जाएगा और लोड निश्चित रूप से बंद हो जाएगा और तरल पदार्थ इस तरह बह जाएगा लेकिन मोटर लोड मोटर को ओवरलोडिंग से बचाया जाएगा इसलिए यह सर्किट कार्य करता है फिर हम हमारे अगले सर्किट पर जाते हैं हम ऐसे कई अनुप्रयोगों को देखने जा रहे हैं इसलिए अगला सर्किट वह है जहां हम फिर से जाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस मामले में क्या हो रहा था कि पंप मिल रहा था यदि दबाव बढ़ जाता है फिर पंप अनलोड हो जाता है लेकिन अब हम एक अलग चीज चाहते हैं हम उस दबाव का चयन करना चाहते हैं जिसके साथ हम लोड को ड्राइव करना चाहते हैं तो यहाँ क्या होता है तो हमारे पास सिस्टम के तीन मोड हैं पहले मोड में सिस्टम वेंट करेगा कि पंप सीधे टैंक से जुड़ा होगा कोई तरल पदार्थ नहीं कोई प्रवाह नहीं दूसरा यह है कि यह कम काम के दबाव में संचालित किया जाएगा तीसरा यह एक उच्च काम के दबाव में काम कर रहा है इसलिए तीन मोड हैं और हम मोड का चयन करना चाहते हैं इसलिए ऐसा होता है तो यहां सर्किट है पहले वेंट मोड के लिए इसलिए वेंट मोड में इस सर्किट में क्या हो रहा है इसलिए हमारे पास क्या घटक हैं हमारे पास टैंक Tank और रिजर्वायर हैं हमारे पास पंप है हमारे पास है मोटर हमारे पास एक राहत वाल्व है और यह वह जगह है जहां यह सिस्टम में जाता है अब दबाव सीमा जिस तक सिस्टम हो सकता है वह स्पष्ट रूप से इस रिलीज वाल्व द्वारा चुना जाएगा और यह राहत वाल्व वास्तव में है वहाँ हैं यह एक पायलट संचालित राहत वाल्व है तो इस वाल्व में क्या है राहत वाल्व की सेटिंग क्या है जो पायलट दबाव पर निर्भर करता है हमने पहले ऐसे वाल्व देखे हैं अब तो वास्तव में हम क्या करने जा रहे हैं तो आइए देखें कि क्या होता है इसलिए पायलट दबाव कैसे निर्धारित किया जाता है तो आइए हम पायलट सर्किट को देखते हैं इसलिए यह पायलट लाइन डैसेड है इसलिए जब वहाँ हैं तो यह दिशात्मक वाल्व सही है वहाँ हैं यह एक सोलेनोइड है संचालित वाल्व आप देख सकते हैं कि प्रतीक से और दो स्प्रिंग्स हैं इसलिए जब दोनों सोलनॉइड बंद हैं इसलिए दोनों स्प्रिंग्स धक्का देंगे और यह केंद्र में रखेगा केंद्र में स्थिति क्या है केंद्र में यह पंप पोर्ट सीधे टैंक से जुड़ा हुआ है इसलिए यदि A और B दोनों में से कोई भी सक्रिय नहीं है तो यह दिशात्मक वाल्व केंद्र में है और इसलिए इस राहत वाल्व C के वेंट पोर्ट वास्तव में सीधे दिशात्मक वाल्व से टैंक तक केंद्रीय स्थिति के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो वास्तव में कोई पायलट दबाव नहीं है पायलट दबाव वास्तव में एक टैंक दबाव है और इसलिए यह दबाव बहुत कम है इसलिए सीधे पंप वेंट और कोई तरल पदार्थ सिस्टम में नहीं जाता है इसलिए यह वेंटिंग मोड में ऑपरेशन है अब दूसरे मोड्स में क्या हुआ तो चलिए हम दूसरे मोड्स पर जाते हैं तो मध्यम दबाव मोड में जो हो रहा है वह निम्न है इसलिए मध्यम दबाव मोड में हमने सोलनॉइड A को सक्रिय किया है तो जहां हमने सक्रिय सोलनॉइड A किया है हम मान लेंगे कि यह स्थिति वाल्व की यह स्थिति सक्रिय है इसलिए अब पंप पोर्ट इस तरह से जुड़ा हुआ है इसके माध्यम से इसके माध्यम से इस और इस तक तो अब पायलट दबाव क्या है पायलट दबाव वास्तव में इस वाल्व E की सेटिंग से निर्धारित होता है इसलिए जब भी दबाव इस वाल्व E की सेटिंग से अधिक होगा तो वेंट पोर्ट खुल जाएगा इसलिए सिस्टम दबाव सीमित हो जाता है E की सेटिंग C की सेटिंग C को स्वयं एक सेटिंग के रूप में सेट करें इसकी स्वयं की सेटिंग जो नहीं है यह भी राहत वाल्व है इसलिए इसके पास यह एक दूरस्थ पायलट है लेकिन इसकी अपनी सेटिंग है इसलिए यह सेटिंग वास्तव में E की सेटिंग से अधिक है इसलिए उस स्थिति में क्या हो रहा है इसलिए इस मामले में सिस्टम दबाव की सेटिंग वास्तव में E की सेटिंग से सीमित है और E A और C से कम है इसलिए हमारे पास एक मध्यम है सीमित दबाव अब मध्यम है तो अब हम जाते हैं मुझे खेद है हम अगले पर जाते हैं जो उच्च दबाव मोड है इसलिए उच्च दबाव मोड में क्या हो रहा है उच्च दबाव मोड में हम अब इस स्थिति में हैं तो इस स्थिति में क्या हो रहा है पहले देखें कि यह पोर्ट वास्तव में प्लग किया गया है इसे प्लग किया गया है जिसका अर्थ है कि यह सील है इसलिए इसलिए पायलट Pilot दबाव सैद्धांतिक रूप से किसी भी स्तर तक जा सकता है यह बहुत उच्च स्तर तक जा सकता है इसलिए ऑपरेशन इसलिए अब इस वाल्व का संचालन पायलट दबाव द्वारा सीमित नहीं है क्योंकि पायलट प्लग किए गए पोर्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए पायलट वाल्व को वेंट नहीं करता है तो अब यह अपनी सेटिंग से संचालित होता है इसलिए अब इस सिस्टम में वाल्व C की सेटिंग से ही दबाव सीमित हो जाता है और चूंकि वाल्व C की स्थापना E की तुलना में अधिक है इसलिए हम सिस्टम के दबाव को उच्च स्तर तक सीमित कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि हम A को सक्रिय करके या B को सक्रिय करके या किसी को भी सक्रिय करके इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं इसलिए हम सिस्टम ऑपरेटिंग दबाव मोड का चयन कर सकते हैं यह हमारा दूसरा उदाहरण है तो तीसरे उदाहरण में तीसरे उदाहरण में हमारे पास एक बहुत ही सामान्य सर्किट है जो एक पारस्परिक सर्किट है हाइड्रोलिक सर्किट को अक्सर चक्रीय गति को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है अर्थात मान लें कि आपके पास एक सिलेंडर है जो इसे विस्तारित करेगा यह लोड को धक्का देगा और यह वापस आ जाएगा ठीक है तो मान लीजिए मान लीजिए कि कुछ कन्वेयर बेल्ट में कुछ आइटम आया है इसलिए हाइड्रोलिक आर्म हो सकता है जो आइटम को बिल में धकेल देगा और फिर वापस ले जाएगा इसलिए अब विभिन्न मामले हैं कुछ मामलों में आगे धक्का एक लोड के तहत है पीछे की ओर धकेलना स्वतंत्र है इसलिए ऐसे कई मामले हैं जो उत्पन्न होते हैं और हम इनमें से कुछ को देखेंगे क्योंकि यह विस्तार प्रत्यावर्तन हाइड्रोलिक सर्किट में पारस्परिक गति बहुत आम बात है इसलिए हम पहले एक रेसिप्रोकेटिंग सर्किट को देखते हैं और विशेष रूप से हम पहले एक्सटेंशन स्ट्रोक को देखते हैं तो यहाँ सर्किट है इसलिए यहाँ क्या हो रहा है बहुत सरल है फिर से पंप से शुरू होता है इसलिए यहाँ पंप है फ़िल्टर नाली लाइन है यह राहत वाल्व है जो आमतौर पर पंप के अधिभार संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है अब इस मामले में इस वाल्व को देखें इस वाल्व में सबसे पहले प्रतीक पर बहस करने की कोशिश की गई है प्रतीक के पास यह है कि प्रत्येक के पास एक सॉलोनॉइड है और इसमें एक हाइड्रोलिक पायलट है इसलिए वास्तव में यह संभवतः एक दिशा वाल्व है बहुत बड़ा वाल्व तो इसलिए यह केवल एक सोलनॉइड द्वारा संचालित नहीं होता है पिछले वाल्व को केवल एक सोलनॉइड द्वारा संचालित किया जा रहा था इस मामले में हमारे पास एक सोलनॉइड है जो हाइड्रोलिक पायलट का संचालन कर रहा है जो फिर से इस बड़े दिशात्मक वाल्व का संचालन कर रहा है ठीक है और हमारे पास इस मामले में हमारे पास केवल एक चीज है केवल एक सॉलोनॉइड है और दूसरा पक्ष है इसलिए यदि आप सोलेनोइड को बंद करते हैं तो यह आ जाएगा इसलिए इसमें केवल दो स्थान हैं यदि सॉलोनॉइड बंद है तो यह दाहिने हाथ की स्थिति में जाता है अगर उस पर सॉलोनॉइड बाएं हाथ की स्थिति में जाता है इसलिए अब हम बाएं हाथ की स्थिति में हैं जब सोलेनोइड चालू है तो पंप प्रवाह इस तरह से चला जाता है इस तरह से और इस तरह प्रवेश करता है जिसे कैप एंड या सिलेंडर के हेड एंड के रूप में जाना जाता है इसे बाईं ओर धकेलता है उसी समय इस लाइन को देखें इस लाइन को यहां प्लग किया गया है इसलिए कुछ भी नहीं है यह वाल्व एक कैम संचालित वाल्व है इसलिए जब तक कैम ऊपर नहीं होता है जब कैम संचालित होता है तो यह बाईं स्थिति में होना चाहिए जब कैम संचालित नहीं है सही स्थिति माना जाता है तो वर्तमान में यह सही स्थिति में है इसलिए यह पक्ष बंद है यह पक्ष बंद है इसका मतलब है कि राहत वाल्व पोर्ट प्लग किया गया है इसलिए पूर्ण दबाव वास्तव में लोड पर लागू होता है पायलट पोर्ट प्लग किया गया है और यह सिलेंडर है इस तरह से चलना सही है तो यह विस्तार स्ट्रोक है जो अगले स्ट्रोक में होता है अगले स्ट्रोक में अब हमारे पास एक प्रत्यावर्तन स्ट्रोक है इसलिए क्या होता है जब यह अंत तक पहुंचता है तो यह अंत में इस सीमा स्विच को संचालित करता है एक्सटेंशन स्ट्रोक के चरम छोर पर वह सीमा स्विच वास्तव में सोलनॉइड से जुड़ा होता है इस तरह से कि तुरंत जब सीमा स्विच ऑन किया जाता है तो यह सोलनॉइड बंद हो जाता है इसलिए जब सोलनॉइड को बंद किया जाता है तो यह दिशात्मक वाल्व सही स्थिति में आ जाता है इसलिए सही स्थिति में क्या हो रहा है सही स्थिति में पंप का प्रवाह इस तरह से होता है इसलिए अब आप देखते हैं कि यहां क्या मामला है इसलिए सही स्थिति में पंप का प्रवाह इस तरह से होता है और प्रवेश करता है जिसे सिलेंडर के रॉड अंत के रूप में जाना जाता है इसलिए अब सिलेंडर दाईं ओर बढ़ता है ध्यान दें कि कैम अभी भी संचालित नहीं है इसलिए यह अभी भी प्लग किया गया है और यह भी अभी प्लग किया गया है और सिलेंडर पर पूरा दबाव डाला जा रहा है ठीक है इसलिए अगला मामला अगले मामले में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि रिट्रेक्शन स्ट्रोक के अंत में यह इस सर्किट के बारे में कुछ खास है इसलिए रिट्रेक्शन स्ट्रोक के अंत में जब यह पूरी तरह से सही हो जाता है तो यह रॉड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह कैम को धकेलता है इसलिए जब यह कैम को धकेलता है तो यह वाल्व अब शीर्ष स्थिति में जुड़ जाता है जैसा कि हमने कहा इसलिए शीर्ष स्थिति में क्या हो रहा है शीर्ष स्थिति में यह पंप है और यह टैंक है इसलिए आप देखते हैं कि यह बिंदु टैंक के दबाव के बहुत करीब है तो अब इस राहत वाल्व का पायलट पोर्ट वास्तव में जुड़ा हुआ है यह स्वतंत्र प्रवाह है चेक वाल्व की दिशा इस माध्यम से जाती है और इस बिंदु पर आती है इसलिए पायलट पोर्ट दबाव के पदों को लागू किया जा रहा है जो इस के बहुत करीब है जो बदले में इसके बहुत करीब है इसलिए पायलट पोर्ट अब टैंक से लगभग जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है कि यह राहत वाल्व अब वेंट होगा इसलिए रिट्रेक्शन चक्र के अंत में टैंक सीधे वेंट करता है न कि पंप सीधे टैंक में प्रवेश करता है तो आवश्यक शक्ति पंप द्वारा टैंक द्वारा बहुत कम है इसलिए रिट्रेक्शन चक्र के अंत में जबकि यह इंतजार कर रहा है कि यह पंप अनावश्यक रूप से बिजली खर्च नहीं करता है इसलिए यह स्वचालित रूप से सर्किट को इस तरह से बना देता है आगे क्या होता है आप एक नया चक्र कैसे शुरू करते हैं इसलिए आप इस तरह एक नया चक्र शुरू करते हैं एक नया चक्र वास्तव में एक पुश बटन दबाकर शुरू किया जाता है इसलिए इस कुंडली को ऐसे विद्युत परिपथ में जोड़ा जाना चाहिए जैसे कि इसे इस सीमा स्विच द्वारा बंद किया जा सकता है जैसा कि हमने विस्तार चक्र के अंत में हद तक देखा है और इसे पुश बटन द्वारा स्विच किया जा सकता है इसलिए हर बार जब आप एक एक्सटेंशन रिट्रेक्शन मोशन शुरू करना चाहते हैं तो आप को इस सॉलोनॉइड को स्विच करने की आवश्यकता है इसलिए जब आप जब आप इसे फिर से स्विच करते हैं तो यह बाईं ओर दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है अब यह कैम है इसलिए यह इस स्थिति में है और यह इस स्थिति में है इसलिए अब यह क्या हो रहा है फिर से यह पंप से जुड़ा हुआ है यह पंप है यह पंप से जुड़ा है तो अब क्या लेकिन दुर्भाग्य से इसलिए अब यह इस तरह से बहने की कोशिश करता है लेकिन यह है यह दबाव अब है इसलिए अब आप फिर से देखते हैं कि यह पोर्ट वास्तव में ऐसा है इसलिए चेक वाल्व पर विरोधी बल पूर्ण पंप दबाव है इसलिए पायलट दबाव अगर इस वाल्व को बाहर निकालना है तो पायलट दबाव को इस स्तर को पार करना होगा अन्यथा वे प्रवाह नहीं हो सकते हैं इसलिए इस पूर्ण पंप दबाव को हाइड्रोलिक सिलेंडर पर लागू किया जा सकता है और बाएं चलना शुरू कर सकते हैं जिस क्षण यह बायाँ चलना शुरू कर देगा यह कैम छोड़ा जाएगा और जब यह कैम छोड़ा जाएगा तो यह निचले स्थान पर चला जाएगा और फिर से इस वाल्व का वेंट पोर्ट प्लग हो जाएगा और चक्र दोहराता जाएगा तो यह तरीका है कि यह एक पारंपरिक रेसिप्रोकेशन सर्किट है केवल एक विशेषता जो जोड़ा गया है वह यह है कि एक वापसी के अंत में पूर्ण शक्ति के तहत एक पूर्ण विस्तार पूर्ण शक्ति के तहत वापसी और फिर अंत में जब आप वापस लेने के चक्र के अंत तक पहुँच जाएगा पंप मूल रूप से बिजली बचाने के लिए अनलोड कर दिया जाता है इसलिए हम अगले उदाहरण को देखते हैं अब हम चाहते हैं हम कुछ विशेष चीजें करना चाहते हैं जिन्हें हम सहेजना चाहते हैं कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि मैंने कहा कि विस्तार स्ट्रोक के दौरान आप वास्तव में लोड के खिलाफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप इसे धीरे धीरे करना चाहते हैं जबकि प्रत्यावर्तन स्ट्रोक मुक्त है इसलिए आप इसे तेजी से करना चाहते हैं क्योंकि आप खर्च करना चाहते हैं आप ऑपरेशन के समय को बचाना चाहते हैं ठीक है तो आइए देखें कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं तो हम यहां क्या देख रहे हैं आप देखते हैं फिर से हम घटकों पंप मोटर राहत वाल्व की पहचान करते हैं यह टैंक और फिल्टर है यह एक तीन स्थिति सोलनॉइड है बिजली के सोलनॉइड सक्रिय स्प्रिंग लोडेड वाल्व ठीक है तो और यह एक प्रवाह नियंत्रण वाल्व है और यह एक है फिर से एक यंत्रवत् इसलिए यंत्रवत रूप से संचालित वाल्व यदि आप स्विच का संचालन करते हैं यदि आप स्विच का संचालन करते हैं जब तक आप स्विच संचालित नहीं करते हैं तो यह एक सीधा शॉट है अर्थात यह लाइन खुली है यदि आप स्विच का संचालन करते हैं तो यह लाइन बंद हो जाती है और यह स्विच यंत्रवत् रूप से रॉड के अंत तक संचालित होता है तो आप देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है जो पहले हो रहा है वह फिर से शुरू हो रहा है जब दोनों में से कोई भी ठोस पदार्थ संचालित नहीं होता है तो यह केंद्रित है इसलिए कुछ भी नहीं कोई प्रवाह नहीं पंप सीधे टैंक में जाता है आगे आप इसे संचालित करते हैं हम कहते हैं कि आप बाएं सिलेंडर का संचालन करते हैं इसलिए यदि आप बाएं सिलेंडर का संचालन करते हैं फिर पंप ठीक है पहले हम उन्नत सर्किट को देखें जो कि सही सिलेंडर है इसलिए यदि आप इसे कनेक्ट करते हैं तो पोर्ट A पंप से जुड़ा हुआ है इसलिए जब यह कुंडली सक्रिय होती है तो द्रव बहता है इसलिए यह विस्तार के लिए है और यह प्रत्यावर्तन के लिए है इसलिए विस्तार के दौरान जब यह लागू किया जाता है तब द्रव इस अंत में बहता है यह इस छोर से निकलता है और चूंकि कैम संचालित नहीं होता है इसलिए इसलिए यह एक शॉट है इसलिए यह सीधे वापस जाता है इस माध्यम से इस रिटर्न के माध्यम से जाता है इसलिए शायद ही कोई प्रतिरोध प्रत्यक्ष शॉट करता है इसलिए यह बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है जिसे तीव्र अग्रिम कहा जाता है तेजी से आगे बढ़ना एक निश्चित दूरी के बाद यह इसे छूता है और इसे धक्का देता है इसलिए इसलिए उस समय के दौरान यह संचालित होता है और इसे बंद कर दिया जाता है यह इसके माध्यम से नहीं गुजर सकता है यह चेक वाल्व है इसके साथ कोई प्रवाह नहीं है इसलिए अब द्रव इसके साथ प्रवाह करने के लिए मजबूर होना चाहिए एक अलग रंग का उपयोग करना चाहिए इसलिए आगे के स्ट्रोक के दौरान द्रव को हरे रंग की रेखा के साथ प्रवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है और चूंकि यह प्रवाह नियंत्रण वाल्व है इसलिए हमारी केवल एक निश्चित मात्रा में प्रवाह संभव नहीं है इससे प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है क्योंकि हम यहां लोड की उम्मीद करते हैं इसलिए फिर से बिजली की जरूरतों के लिए हमें गति कम करने की आवश्यकता है इसलिए हम प्रवाह नियंत्रण का उपयोग करके ऐसा कर रहे हैं अब क्या होता है जब हम रिट्रैक्शन करना चाहते हैं जब हम रिट्रैक्शन करना चाहते हैं तो हम इस सोलेनोइड को संचालित करेंगे जब हम इस सोलेनोइड को संचालित करेंगे तो अब क्या होता है आइए मैं एक अलग रंग नीले रंग चुनता हूं इसलिए रिट्रैक्शन के दौरान अब यह रेखा B पंप से जुड़ी हुई है तो यह कैसे बहती है इसलिए यह इस पथ और इस मार्ग से बहती है और अब यह चेक वाल्व तक बहती है यह मुफ़्त दिशा है यह अभी भी बंद है यह अभी भी हो सकता है जो इसका मतलब है कि यह लाइन बंद है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह साइड चेक वाल्व मुक्त प्रवाह है इसलिए यह इसके माध्यम से जाता है और यह रॉड अंत में प्रवेश करता है इसलिए रिट्रेक्शन और कैप एंड से यह सीधे आता है और यह टैंक में जाएगा इसलिए इस चेक वाल्व की वजह से सभी तरह से पीछे हटने के दौरान द्रव हमेशा प्रवाहित रहेगा और इसमें एक मुक्त प्रवाह पथ होगा और वहाँ होगा प्रवाह दर उच्च होने वाली है जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोड जुड़ा नहीं है दबाव आवश्यकता कम है पंप प्रवाह के साथ आप बहुत अच्छी तरह से सही प्रबंधित कर सकते हैं तो यह वही है जो हो रहा है और आप तेजी से वापसी प्राप्त कर सकते हैं